नमस्कार और आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है इसलिए पिछली कक्षा में हम ईसीएम नेटवर्क को निर्धारित करने या उनकी विशेषता के बारे में चर्चा कर रहे थे और उस संबंध में हमने आपको पता था कि रियोलॉजी की शर्तों को पेश किया है जो उस अध्ययन का क्षेत्र है कि कैसे मेटेरियल विरूपित हो जब बल के अधीन हो हमने विभिन्न प्रकार के विरूपण के लिए भी चर्चा की थी जिसे हम किसी मेटेरियल पर लगा सकते हैं तो इनमें तनाव संपीड़न शीयर और झुकाव शामिल हैं तो तनाव संपीड़न बहुत स्पष्ट झुकाव है जहां कुछ के बजाय आप सीधे बलों को लगाते हैं ताकि अंतिम कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह हो और शीयर हमने महान विवरणों पर चर्चा की थी जहां यदि आपके पास एक ब्लॉक है जहां आप शीर्ष सतह पर स्पर्शरेखा बलों को सम्मिलित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप ब्लॉक इस तरह के आकार में विकृत हो जाता है और यह डेल्टा x इसलिए डेल्टा x l द्वारा है मेरी लंबाई l और यह डेल्टा x है यही आपके शीयर द्वारा दिया गया है अब हमने यह भी कहा कि एक ठोस पूर्ण ठोस बनाम एक परिपूर्ण तरल के व्यवहार में क्या अंतर है और मुख्य अंतर एक ठोस के लिए है जिसे आप लिखते हैं इस अभिव्यक्ति को जो कि शीयर तनाव G बार 𝛄 द्वारा दिया जाता है G को कहा जाता है शीयर मापांक और G को अपरिमेय मटेरियलयों के लिए हमने दिखाया है कि यदि लोच में यंग मापांक है तो यह शीयर है आप लिख सकते हैं सिग्मा सामान्य तनावों के लिए E एप्सिलॉन के बराबर है तो E को असंगत मटेरियलयों के लिए 3 गुना G द्वारा दिया जाता है तो ठोस पदार्थों के लिए tau Gγ के बराबर है और तरल पदार्थों के लिए आपके पास न्यूटन की श्यानता का नियम है जहां tau mu के बराबर है dudy क्या है तो dudy कुछ भी नहीं है लेकिन dx dy के d dt है तो dxdy कुछ भी नहीं है लेकिन शीयर की परिभाषा जो γ है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन γ का d dt यह γ डॉट के बराबर है तो यह समीकरण उसी तरह है जैसे कि tau mu γ dot के बराबर है तो मुख्य अंतर एक ठोस tau में है जो किआनुपातिक है एक तरल tau के लिए यह शीयर का शीयर की दर आनुपातिकता की निरंतरता के लिए आनुपातिक है यहां शीयर मापांक है आनुपातिकता के निरंतरता यहां म्यू श्यानता है इसलिए tau के लिए देखें तो वह mu γ dot के बराबर है mu श्यानता है और हमने दिखाया कि mu की इकाइयाँ mks इकाइयों में Pascalsecond हैं और CGS इकाइयों में हम इसे poise या सरल P के रूप में कहते हैं हम इसे सरल P के रूप में लिखते हैं पानी का mu कमरे के तापमान room temp पर एक प्रतिशत है तो यह भी कहना महत्वपूर्ण है कि mu की तापमान पर निर्भरता है अब मटेरियल के लिए जहां mu शीयर दर से निरंतर स्वतंत्र है इसे न्यूटोनियन द्रव कहा जाता है mu स्थिर है और γ डॉट के साथ नहीं बदलता है इसलिए मैंने पिछली कक्षा में यह कहते हुए स्लाइड दिखाई थी कि ईसीएम नेटवर्क विस्को इलास्टिक हैं तो जैसा कि हमें यह कहने के लिए विरोध किया जाता है कि यह रैखिक लोचदार मटेरियल के लिए तनाव खिंचाव वक्र है यहाँ तनाव रैखिक है गैर रैखिक लोचदार सामग्री के लिए इसलिए यह गैर रैखिक है जो E स्थिर नहीं है और यहाँ E स्थिर है क्योंकि लाइन की ढलान E है ईसीएम नेटवर्कों जैसी विस्को इलास्टिक मटेरियलयों के लिए यह एक सरल उदाहरण है कि तनाव खिंचाव वक्र कैसे दिखेगा यदि आप एक कोलेजन जेल बनाते हैं और इसे एक uniaxial परीक्षक में डालते हैं जो बार बार खींचता रहता है तो आप जो देखते हैं वह दोहराव चक्र संख्या के अनुरूप होता है और जो आप देखते हैं वह पथ है जिसके द्वारा तनाव खिंचाव वक्र में इसका अनुसरण करते हैं जब आप इसे खींचते हैं और जब आप इसे अलग करते हैं तो यह अलग होता है और औसत ढलान भी ये संख्या चक्र संख्या के बढ़ते मार्ग के साथ बढ़ती रहती है यह सुझाव देते हुए कि कुछ गतिशील व्यवस्थाएं होती हैं जो होती हैं तो यह वही है जो अब हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि ईसीएम नेटवर्क के वे कौन से गुण हैं जो कि कार्यात्मक गुण हैं और आपको यह याद होगा कि यह चित्र मैंने पिछली कक्षा से यह कहते हुए खींचा था कि आप इसके संगठन के संदर्भ में जो मचान बना रहे हैं मैंने एक को यादृच्छिक के रूप में तैयार किया है और एक को संरेखित किया है कि कोशिकाएं इन संकेतों को कैसे संसाधित करती हैं का इन पर मजबूत प्रभाव पड़ता है इसलिए उदाहरण के लिए एक यादृच्छिक मैट्रिक्स कोशिकाओं पर किसी भी स्थिर गति के बिना एक यादृच्छिक फैशन में पलायन करना होगा जबकि इस तरह एक संरेखित मैट्रिक्स पर कि कोशिकाओं को न केवल इन तंतुओं के संरेखण दिशा के साथ खिंचाव होगा बल्कि इन संरेखित तंतुओं के साथ एक दिशात्मक क्यू के रूप में ले जाने के लिए पलायन करना है तो हम इन यादृच्छिक बनाम संरेखित मैट्रिक्स के गुणों को कैसे चित्रित करते हैं और मेरा सुझाव है कि इन कोलेजन मचानों के गुण दो चीजों पर निर्भर करते हैं लिंकिंग और संरेखण तो इसमें संरेखण बहुत स्पष्ट है लेकिन समान नेटवर्क के लिए तो कल्पना कीजिए कि मैंने पके हुए चाउमीन के इस सादृश्य को उठाया था इसलिए जब आप पूरे गुच्छे से नूडल्स के एक स्ट्रैंड को निकालने की कोशिश करते हैं तो यह इतनी आसानी से नहीं निकलता है हालांकि कोई रासायनिक गोंद नहीं है जो उन्हें एक साथ जोड़ रहा है सापेक्ष घर्षण है इसलिए यहां तक कि एक यादृच्छिक नेटवर्क कुछ प्रतिरोध का प्रदर्शन करेगा जिसका अर्थ है कि इसमें कुछ थोक कठोरता है लेकिन एक मामले में यादृच्छिक नेटवर्क के लिए अगर यह नेटवर्क सिर्फ इतना है कि इन फाइबर को एक साथ रखा जाता है और मैं इस फाइबर पर बल लगाता हूं इसलिए मैं एक कॉन्फ़िगरेशन का नेतृत्व करूंगा लेकिन यह धीरे धीरे इस नेटवर्क से बाहर आ सकता है और इस तरह शेष दो फाइबर छोड़ देगा तो इस मामले में नेटवर्क के गुणों को गतिशील रूप से बदल दिया जाएगा यदि आपने इन सभी बिंदुओं को एक साथ दूसरे शब्दों में तय किया था तो आपने नेटवर्क से लिंक किया था जब आप यहां एक बल लगाते हैं तो यह पूरे नेटवर्क पर प्रसारित हो जाता है तो नेटवर्क एक पूरे के रूप में उस बल का प्रतिरोध करता है तो इस तरह के नेटवर्क के लिए आप जो प्रतिक्रिया करेंगे वह बहुत अलग है अगर यह क्रॉस लिंक्ड नहीं था तो यह क्रॉस लिंक किया गया था इसी तरह संरेखण का मामला तो ऐसा कौन सा उपकरण होगा जिसकी मदद से हम इन गुणों की जांच कर पाएंगे कि ये नेटवर्क सुपर सॉफ्ट हैं तो आमतौर पर एक कोलेजन नेटवर्क में 1 kPa का कठोरता क्रम हो सकता है तो यह सुपर सॉफ्ट है इसलिए आप मटेरियल विज्ञान में प्रयुक्त पारंपरिक उपकरण जैसे इंडेंटर्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो केवल कठोर मटेरियल के भौतिक गुणों की जांच कर सकते हैं तो जो हमें लाता है एक रियो मीटर पर तो रियोमीटर क्या है यह एक रियोमीटर की एक तस्वीर है जहां आपके पास एक नमूना होता है जिसे दो चीजों के बीच रखा जाता है एक स्विच का हिस्सा स्विच का निचला हिस्सा fix हो जाता है और स्विच का शीर्ष भाग घुमाया जाता है तो एक मोर्टार और मूसल की कल्पना करें जिसमें शीर्ष चीज आप घूमाते रहते हैं इसलिए यदि आप इस बीच एक sample डालते हैं जब आप इस रोटेशन को लगाते हैं तो sample को अनिवार्य रूप से शीयर किया जा रहा है तो आप अनिवार्य रूप से इसके शीयर गुणों की शीयर मापांक की जांच कर सकते हैं और यदि आप जानते हैं कि मटेरियल का poison अनुपात आप पीछे ले जा सकते हैं जो कि लोच का यंग मापांक है इसलिए कई चीजें मैं रियोमीटर के बारे में कहना चाहता हूं तो आपके पास वह है जो आप कर सकते हैं तो आप दो चीजें कर सकते हैं सबसे पहले इसे आप बदल सकते हैं तो आपके पास यह सेट अप है जहां आपके पास एक sample है तो इसे आप घुमा रहे हैं तो आपके पास उस दर पर नियंत्रण है जिस पर आप इसे घुमा रहे हैं आपने यह भी नियंत्रित किया है कि आप कितना इंडेंट मांग कर सकते हैं आप sample में धक्का दे सकते हैं तो इसे कहा जाता है इसलिए यह आपके द्वारा एक दबाव है कि आप नमूने को कितना आगे बढ़ा रहे हैं और आपके रोटेशन के आवृत्ति को नियंत्रित करने के आयाम को नियंत्रित करते हैं इसलिए तनाव आयाम एक ऐसी चीज है जिसे हम नियंत्रित कर रहे हैं और हम आवृत्ति को नियंत्रित कर रहे हैं तो फिर से एक शुद्ध ठोस के लिए हमारे पास T G γ है शुद्ध तरल पदार्थ के लिए हमारे पास है T μγ तो सामान्य तौर पर अगर मैं एक oscillatory field दोलन क्षेत्र को लागू करने के लिए था तो दूसरे शब्दों में मैं लिख सकता हूं अगर मुझे γ को γ0Sin ωt के रूप में लिखना था यदि आप एक दोलन तनाव को बढ़ाते हैं तो आपके तनाव क्षेत्र को σ0 Sin ωt Δ के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए यदि आप इस समीकरण का विस्तार करते हैं तो इस सिग्मा को γ के रूप में लिखा जाता है इसलिए इसके दो घटक हैं G Sin ωt और G Cos ωt इस शब्द को G storage मापांक कहा जाता है G "को नुकसान मापांक कहा जाता है तो अगर इसे सचित्र रूप से चित्रित किया गया तो आपके पास इस तरह एक वक्र होगा यदि यह आपका γ फ़ंक्शन है तो आपके पास एक चरण शिफ्ट होगा यही डेल्टा है यह γ है और यह सिग्मा है यह समय है चित्र में तो आपके पास एक घटक है इसलिए आपके पास सिग्मा है जो γ के बराबर है तो आपके पास यह घटक है जो लागू तनाव क्षेत्र के साथ चरण में है जिसका अर्थ है कि जैसे ही आप तनाव को लगाते हैं तुरंत मटेरियल विकृत हो जाती है तो G प्राइम या स्टोरेज मापांक लोचदार घटक से मेल खाता है और इसे स्टोरेज मापांक कहा जाता है क्योंकि जब आप इसे फिर से मूल कॉन्फ़िगरेशन में वापस जाते हैं तो यह ऊर्जा पुनः प्राप्त की जा सकती है G "लसदार घटक है और इसलिए इसे नुकसान मापांक कहा जाता है क्योंकि यह विच्छेदित है तो कैसे जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं इस ईसीएम नेटवर्क को बनाता हूं तो मैं G' और G" के बारे में क्या कह सकता हूं साहित्य में क्या जाना जाता है और कई समूहों द्वारा दिखाया गया है कि यदि आप विभिन्न सांद्रता के जैल बनाते हैं इसका मतलब है कि यदि आप सांद्रता को भिन्न करते हैं जो 1 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर 2 मिलीग्राम प्रति मिलि इत्यादि तो आपका G सघनता के रूप के पैमाने पर होगा X कोलेजन जैल के लिए लगभग 3 है कोलेजन जैल के लिए G सघनता के रूप में स्केल होगा जिसका अर्थ है कि एक मैट्रिक्स को सख्त करने के लिए आप इसकी सांद्रता बढ़ा सकते हैं हालाँकि चूंकि कोशिकाएँ इस मटेरियल को सीधे बाँधती हैं जब आप सांद्रता को बदलते हैं तो आप थोक कठोरता को बदलते हैं लेकिन साथ ही यह लिगैंड घनत्व को भी बदलते हैं तो यह कोलेजन जैल के साथ काम करने की एक समस्या है यदि आप कठोरता को ध्यान में रखते हुए लिगैंड घनत्व के स्वतंत्र प्रभाव की जांच करना चाहते हैं यही कारण है कि लोग सिंथेटिक सब्सट्रेट का उपयोग करते हैं जहां वे इसकी कठोरता को नियंत्रित कर सकते हैं और फिर उन सबस्ट्रेट्स पर स्वतंत्र रूप से कार्यात्मक ईसीएम प्रोटीन जैसे कोलेजन पर तो यह एक पहलू है अन्य पहलू फिर से रैखिक पर वापस आ रहा है बनाम आप गैर रेखीय मटेरियल जानते हैं इसलिए मैंने जो यहां दिखाया है वह यह है कि कोशिकाएं अलग अलग कठोरता की मटेरियल पर कैसे फैलेंगी यदि यह एक रैखिक सामग्री पॉलीक्रैलेमाइड हाइड्रोजेल या एक गैर रेखीय सामग्री के मामले में रैखिक लोचदार मटेरियल थी तो आप रैखिक सामग्रियों में फैलने वाली कोशिकाओं के बारे में क्या देखते हैं कि जब आप कठोरता कोशिकाओं को बढ़ाते हैं तो यह अधिक से अधिक फैलता है और एक निश्चित सीमा से परे कोशिकाओं में कोई बदलाव नहीं होता है जो इसे संतृप्त करता है लेकिन अगर आप एक गैर रेखीय मटेरियल लेते हैं तो कोई बात नहीं कि आप सांद्रता से शुरू करते हैं जो कुछ भी है यह प्रारंभिक कठोरता है जिसे आप देखते हैं कि फैलने वाले सेल में कठोरता पर कोई आश्रित नहीं है इसलिए फिर से सुझाव देते हुए कि ये पुनर्संरचनाएं हैं जो हो सकती हैं जो इस वृद्धि को कठोर कर सकती हैं तो तथ्य यह है कि जब भी आप उस पर कोशिकाएं डालते हैं तो जो भी शुरुआती कठोरता होती है जो इन परिपक्वताओं को खींचती है मेट्रिसेस विकृत हो जाती है और प्रक्रिया में भिन्न हो जाती है तो इसे Strain stiffening खिंचाव कठोरता कहा जाता है और फाइब्रिन के समान फाइब्रिन कोलेजन जैल भी इस प्रोफाइल को प्रदर्शित करते है इसलिए अगर मैं स्टोरेज मापांक को तनाव के एक फ़ंक्शन के रूप में plot करता हूं तो आप जो पाते हैं वह एक दिए गए सांद्रता पर है पहला भंडारण मॉड्यूल निरंतर है और एक निश्चित तनाव से परे यह बढ़ना शुरू होता है तो यह प्रकृति में गैर रैखिक हो जाता है ठीक है तो इस घटना को स्ट्रेन कठोरता कहा जाता है और फिर लाल रेखा आपके पास एक और चर है क्योंकि हम केवल अकेले सांद्रता की बात कर रहे हैं लेकिन अकेले सांद्रता के साथ खेलते हुए आप अधिक से अधिक कठोर भी हो सकते हैं तो यही कारण है कि लाल वक्र प्रारंभ में पहले फ्लैट होता है और फिर यह बढ़ जाता है तो आप देखते हैं कि दो स्वतंत्र तरीके हैं जिनमें कोशिकाएं कोलेजन जैल को अलग कर सकती हैं तो पहले किसी दिए गए लिगैंड के घनत्व के लिए है बल exert करने से ही जैल कठोर और कठोर बन जाता है और दूसरा यह है कि केवल सांद्रता के साथ खेलने से आप अंतर की मटेरियल उत्पन्न कर सकते हैं तो यह हमें इस सवाल पर ले आता है कि स्ट्रेन कठोरता के इस व्यवहार को क्या चला रहा है और यह क्या है जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि जब आप तनाव में वृद्धि करते हैं तो एक फाइबर खिंचाव की दिशा में संरेखित होता है तो जैसा कि इस तरह के एक नेटवर्क होने के विपरीत जब सब कुछ गठबंधन हो जाता है तो उस दिशा में प्रभावी कठोरता बढ़ जाती है तो एक आइसोट्रोपिक इस प्रकार कठोरता एक दिशा में एक आइसोट्रोपिक आविष्कार है यह बहुत कठोर है और इसे जेल के भीतर फाइबर के उन्मुखीकरण को हिलाकर प्रयोगात्मक रूप से जांच की जा सकती है इसलिए यदि मैं एक कोलेजन जेल लेता हूं तो हमें बताएं कि आपके पास सभी दिशाओं में फाइबर हैं और मैं उन्हें संरेखित करता हूं मैं इस मैट्रिक्स को लंबे अक्ष के साथ खींचता हूं इसलिए यदि मैं तंतुओं के औसत अभिविन्यास को रेखित करता हूं जो मुझे मिलेगा मैं एक समान वितरण पाऊंगा जो बताता है कि तंतुओं को खोजने के लिए समान प्रवृत्ति है जो एक दिशा या दूसरी दिशा में उन्मुख हैं लेकिन जैसा कि मैंने अधिक संरेखित किया है और अधिक इसलिए जैसा कि मैंने अधिक से अधिक संरेखित किया है आप देखेंगे कि वे इस तरह के ज्यामितीय रूप से उत्पन्न करेंगे जहां सब कुछ एक दिशा में संरेखित होता है तो आपका औसत अक्ष आपका औसत कोण बदल जाएगा और यहाँ से इस विशेष मामले में आप देखेंगे कि सब कुछ 0 के साथ संरेखित होगा यह 0 है 0 के करीब आप देखेंगे सब कुछ के साथ संरेखित हो जाएगा 0 तो यह वही है जो इसे भिन्न बनाता है हालाँकि इस नेटवर्क के बारे में एक बात यह है कि यदि यह क्रॉस लिंक नहीं किया गया था यदि यह क्रॉस से जुड़ा नहीं था जब आप बल हटाते हैं तो इन फाइबर का संरेखण अंतिम कॉन्फ़िगरेशन में रहता है इसलिए यहां से आप इस कॉन्फ़िगरेशन पर वापस नहीं जाते हैं तो आप ऐसा कैसे करेंगे और ऐसा करने का तरीका अनिवार्य रूप से क्रॉस लिंकिंग है तो ऐसा करने का तरीका इसे क्रॉसलिंक करना है इसलिए जब आपके पास दो फाइबर होते हैं यदि वे इस बिंदु पर क्रॉस से जुड़े होते हैं जब आप इस दिशा के साथ बल देते हैं तो वे संरेखित होंगे लेकिन जैसे ही आप बल को हटाते हैं वे वापस अपने मूल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे तो यह बताता है कि आप इन प्रयोगों को कर सकते हैं जिसमें आप कोण वितरण को पुलिंग के कार्य के रूप में और क्रॉस लिंकिंग के कार्य के रूप में ट्रैक कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि यदि यह एक ऐसा uncrossing जेल था जिसे आपने अपना कोण बनाया था और फिर अंतिम विन्यास के रूप में रखा गया था लेकिन यदि आप एक नेटवर्क लेते हैं जिसे क्रॉस लिंक किया गया था जो यह देखना चाहता था कि यदि यह 100 प्रतिशत क्रॉसलिंक हुआ तो पहले इसे क्या इसकी आधारभूत कठोरता भी बढ़ती जा रही है दूसरी बात यह है कि यह उसी स्थिति में लौटता रहेगा इसलिए यदि आप इसे एक दोलन तरीके से करते हैं तो हम बताएं कि मैं जो कर रहा हूं वह मैं Sin ωt तरीके में कर रहा हूं तो यहां तनाव कुछ γ के साथ Sin ωt में पहुंच गया है तो आप जो देखेंगे वह है एंगल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही बदलते रहेंगे तो हम यहां बताते हैं कि आपका कोण बढ़ता है और जब आप वास्तव में इस बिंदु पर छोड़ते हैं तो कोण फिर से उसी स्थिति में आ जाता है जब आप फिर से इसे बढ़ाते हैं तो इस अवस्था में आप यहाँ खिंचाव करते हैं और रिलैक्स करते हैं तो आपका कोण आपके हटाए जाने के बाद उसी कॉन्फ़िगरेशन पर वापस आता रहेगा तो यह कोलेजन की हमारी चर्चा और उनके भौतिक गुणों के बारे में है मैं आपको इन दो पेपरों को पढ़ने के लिए कहूंगा एक जिसमें से और कैसे कोशिकाएं गैर रैखिक कठोरता को महसूस कर सकती हैं और वे गैर रैखिक कठोरता के जवाब में अपने गुणों को कैसे बदल सकते हैं और दूसरा यह कागज है दूसरा पेपर इस अभिविन्यास के बारे में है और इन तंतुओं पर क्रॉस लिंकिंग और संरेखण का प्रभाव तो ये दोनों कागज हैं प्लस वन में प्रकाशित किया गया है जो एक ओपन एक्सेस जर्नल है जिसका अर्थ है कि आप इन पेपर्स को कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं इन पेपर्स को डाउनलोड करने में सक्षम होने के लिए आपको किसी विशेष एक्सेस की आवश्यकता नहीं है तो इस कोर्स में मैं आपको रीडिंग असाइनमेंट दूंगा जिसमें मैं आपको कुछ पेपर पढ़ने की सलाह दूंगा इसलिए यदि आप अनुसरण करना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है यदि आप कक्षा में जो कर रहे हैं उसका पालन करना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि आप इन पत्रों को पढ़ लें यहां तक कि पाठ्यक्रम में पूछे जाने वाले प्रश्न भी इन विशेष से सामने आएंगे कागज और सामग्री जो कक्षा में शामिल की गई है तो यह हमें कोलेजन के बारे में हमारी चर्चा को बंद करने के लिए लाता है हम एक और प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे यह प्रोटीन फाइब्रोनेक्टिन है तो फ़ाइब्रोनेक्टिन एक प्रोटीन है जिसमें 2 समान पॉलीपेप्टाइड्स के डाइमर होते हैं जो कि डाइसल्फ़ाइड बांड द्वारा जुड़े होते हैं और फ़ाइब्रोनेक्टिन में RGD अनुक्रम होता है जो सेल जोड़ के लिए महत्वपूर्ण है और जिसके कारण पेप्टाइड्स RGD के चिपकने वाला पेप्टाइड्स अकेले सेल प्रसार या सेल जोड़ को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है तो फाइब्रोनेक्टिन को कोलेजन प्रोटीओग्लिएकन्स और अन्य चीजों के लिए बाध्य करने के लिए जाना जाता है यह प्रवास और भेदभाव घाव भरने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह कई आसन्न कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है इसलिए अगर मुझे फाइब्रोनेक्टिन की संरचना तैयार करनी थी तो आपके पास इस तरह की कई इकाइयाँ होंगी और अंत में आपके पास ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे तो इन एकल डोमेन को FN I FN II और FN III डोमेन के रूप में संदर्भित किया जाता है तो आप किसी भी प्रोटीन के लिए जानते हैं जिसके कार्य के लिए कई डोमेन हैं जो इसे एक विशेष संरचना में मोड़ते हैं इसलिए मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं वह यह है कि प्रोटीन की तह सिग्नलिंग को विनियमित करने में कैसे भाग लेती है और बलों को इस प्रोटीन तह की काइनेटिक और बाद के कार्य में इसकी भूमिका को कैसे प्रभावित करती है तो यह आपको केवल फाइब्रोनेक्टिन का परिचय देने के लिए है हम अगली कक्षा में फाइब्रोनेक्टिन के बारे में विस्तार से चर्चा शुरू करेंगे